नमस्कार कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने टीसीपी मे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल और इसकी विभिन्न विशेषताओं को देखा इस कक्षा में हम एक अन्य ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल की चर्चा करेंगे जो कि इतना तो प्रयोग में नहीं है जितना टीसीपी की लेकिन फिर भी कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इसका प्रयोग करते हैं इस प्रोटोकॉल को हम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी कहते हैं यूडीपी के अलावा हम एक और प्रोटोकॉल की चर्चा करेंगे जो हाल ही में गूगल के द्वारा डिवेलप किया गया है और इंटरनेट में धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो रहा है इसे हम क्यूयूआईसी कहते हैं यह क्यूयूआईसी यूडीपी को अंडर लाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल की तरह प्रयोग करता है टीसीपी यूडीपी में जो मूल अंतर है वह यह है कि यूडीपी वास्तव में एक सरल प्रोटोकॉल है जो कि उन विशेषताओं को सपोर्ट नहीं करता जो टीसीपी प्रोवाइड करता है जैसा कि हमने टीसीपी प्रोटोकोल को देखा है यह कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट रिलायबल डाटा डिलीवरी फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल ऑर्डर्ड पैकेट डिलीवरी जैसी विभिन्न विशेषताओं को सपोर्ट करता है लेकिन टीसीपी में इस प्रकार की विशेषताओं को इंप्लीमेंट करने के लिए निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल में काफी ओवरहेड होता है इसे नेटवर्किंग के टर्म में सिगनलिंग ओवरहेड कहते हैं सिगनलिंग ओवरहेड कुछ इस प्रकार है प्रोटोकॉल को करेक्ट करने के लिए या प्रोटोकॉल के ऑपरेशन को करेक्ट करने के लिए आप इंटरनेट में कुछ अतिरिक्त डेटा भेज रहे हैं उदाहरण के तौर पर कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज करने के लिए आपको थ्री वे हैंड शेकिंग मेकैनिज्म सेंड करने की आवश्यकता होती है जो कि टाइम कंजूमिंग है अर्थात समय ज्यादा लेता है तो प्रत्येक इंडिविजुअल डाटा पैकेट के लिए अगर आप नेटवर्क में फ्लो कर रहे मल्टीपल शॉर्ट फ्लोज के बारे में सोचते हैं तो यह उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं और उसी दौरान आप ऐसे ही मल्टीपल शॉर्ट फ्लोज यानी एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और अगर प्रत्येक रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज टीसीपी कनेक्शन में एंबेडेड है तो यहां यह एक समस्या हो जाती है क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस के लिए कनेक्शन इस्टैबलिश्ड करने के लिए आप को 3 मैसेजेस की आवश्यकता होती है और कनेक्शन क्लोजर के लिए भी 3 मैसेजेस की आवश्यकता होती है तो यह एक ओवरहेड है दूसरा ओवरहेड वह है जो फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम से आता है अगर प्रोटोकॉल यह डिटेक्ट करता है कि कोई पैकेट लॉस हो गया है तो आपको इसे रिट्रांसमिट करने की आवश्यकता होती है यह रिट्रांसमिशन जारी यानी एक्जिस्टिंग डाटा पैकेट या नए डाटा पैकेट्स के फ्लो को हमेशा ब्लॉक करता है वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम में देखते हैं तो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने और मैक्स मिन फेयरनेस को सपोर्ट करने के लिए हम प्रोटोकॉल को इस प्रकार बनाते हैं कि आपको स्लो स्टार्ट फेज से शुरुआत करना होता है इसका मतलब यह हुआ कि आपको कंजेशन विंडो के काफी निम्न स्तर के मान से शुरुआत करने की आवश्यकता है और इसे धीरे धीरे इसकी क्षमता तक बढ़ाना है क्योंकि आप इसकी क्षमता को नहीं जानते अब अगर आप एक हाई स्पीड लिंक के बारे में विचार करें तो उस हाई स्पीड लिंक में ही आप कंजेशन विंडो के काफी निम्न स्तर के मान से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद ऑपरेटिंग प्वाइंट तक पहुंचने के लिए आप स्लो स्टार्ट को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसके साथ अगर आप यह सोचते हैं कि आपका फ्लोज काफी शार्ट है जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज तो जब तक टीसीपी फ्लो ऑपरेटिंग प्वाइंट तक पहुंचेगा तब तक कनेक्शन क्लोज हो चुका होगा क्योंकि आपने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज को एसटीटीपी के लिए ट्रांसफर कर दिया है इसके बाद आप पुनः कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम या स्लो स्टार्ट मेकैनिज्म के नए सेट के साथ एक नया टीसीपी शुरू करते हैं तो इस कारण से यह टीसीपी प्रोटोकोल इसमें काफी ओवरहेड है जो कि व्यवहारिक डेप्लॉयमेंट के लिए इस प्रोटोकॉल को बहुत स्लो बनाता है हालांकि यह रिलायबिलिटी को भी बहुत हद तक सपोर्ट करता है और रियल नेटवर्क पर बहुत अच्छा या ठीक से काम करता है लेकिन कई एप्लीकेशंस के लिए हम इसे टॉलरेट नहीं करते या नहीं कर पाते और कभी कभी हमें इस प्रकार की अतिरिक्त सर्विस इसकी आवश्यकता नहीं होती इस स्थिति में आवश्यक यह है कि दूसरे एंड पर किसी तरीके से डाटा भेजा जाए और इसके बाद डाटा पार्स किया जाए तो इसमें एक एप्लीकेशन आपके डीएनएस प्रोटोकॉल या डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल के जैसा है डीएनएस प्रोटोकॉल में डीएनएस रिक्वेस्ट और डीएनएस रिस्पांस को भेजने के लिए आपको टीसीपी कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट की आवश्यकता नहीं होती अन्यथा यह एक बड़ा ओवरहेड हो जाएगा बजाय इसके आप सीधे डीएनएस मैसेज भेजते हैं अगर इस डीएनएस का रिस्पांस नहीं आता है तो निश्चित तौर पर सेंडर साइड पर टाइम आउट होगा और फिर आप डोमेन नेम के लिए अगले मैसेज के साथ रिक्वेस्ट उन्हें भेज सकते हैं तो इसके लिए इंटरनेट में हम यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल या यू डीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं यह यूडीपी आपको इन टू एंड पैकेट डिलीवरी प्रोवाइड करता है या यूडीपी में हम इसे डाटा ग्राम भी कहते हैं यानी एंड टू एंड इन डाटा ग्राम डिलीवरी तो यह इंटरनेट में कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट रिलायबल डाटा डिलीवरी फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल ऑर्डर पैकेट डिलीवरी जैसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता तो यह टीसीपी की व्यापक विशेषताएं और इसके प्रयोग हैं इसकी पहली विशेषता यह है कि यह बहुत ही सरल प्रोटोकॉल है यह मान लीजिए आईपी लेयर के टॉप पर एक रैपर के जैसा है जो भी सर्विसेज आईपी लेयर प्रोवाइड कर रहा है तो वह सारी सर्विसेज बेसिक ट्रांसपोर्ट लेयर को बाईपास करते हुए एप्लीकेशन को अग्रेषित की जा रही है तो यू डीपी आईपी लेयर के टॉप पर एक रैपर के जैसा काम करता है यह प्रोटोकॉल काफी फास्ट है क्योंकि यहां इसमें आपको स्लो स्टार्ट फेज के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट और कनेक्शन क्लोजर के लिए आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं यहां आपके पास फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम नहीं है यह प्रोटोकॉल अपने आप में ही काफी फास्ट है और जब नेटवर्क में लो लॉस प्रोबेबिलिटी है तब यह काफी अच्छा काम करता है यूडीपी का यूज केस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए है टीसीपी की तरह आपके पास यहां कोई बफर नहीं है जब आपका लिंक सही हो तब आप फास्टर डिलीवरी के साथ प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर सकते हैं आप पैकेट लॉस की चिंता नहीं करते हैं यह एक प्रकार का शॉर्ट एंड स्वीट प्रोटोकॉल है इसमें कोई ओवरहेड नहीं यह शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर जैसे डोमेन नेम सिस्टम के लिए सूटेबल है तो जैसा कि मैंने बताया कि यूडीपी कनेक्शन लैस और अनरिलायबल है तो इसमें आप एक के बाद एक डाटा पैकेट या डाटाग्राम सेंड करते हैं अगर एक डाटा ग्राम या एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो सर्वर इसकी चिंता नहीं करता यानी आप इसकी चिंता नहीं करते अगर एप्लीकेशन पैकेट लॉस की देखभाल करता है तो एप्लीकेशन पैकेट लॉस को हैंडल या रिकवर करने के लिए अपना स्वयं का प्रोसीजर अथवा एक्नॉलेजमेंट मेकैनिज्म अप्लाई करेगा आप बस एक डाटा ग्राम क्रिएट करके इसे एक के बाद एक सेंड करते हैं यहां आपका कोई कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट नहीं है आप इस बात की भी चिंता नहीं करते कि सर्वर कर रहा है या नहीं आप बस पैकेट सेंड करते हैं इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट मेकैनिज्म है यह यूडीपी हेडर की संरचना है पहले हमने टीसीपी हेडर की संरचना को देखा है तो टीसीपी हेडर की अपेक्षा यह यूडीपी हेडर सरल है यहां आपके पास सिर्फ चार अलग अलग फील्ड्स हैं सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट लेंथ और चेक्सम ये चार अलग अलग फील्ड्स हैं और इसके बाद आपके पास डाटा है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 चेक्सम फील्ड से पैकेट के शुद्धता की जांच की जाती है यद्यपि रिलायबिलिटी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है लेकिन सर्वर साइड पर या डेस्टिनेशन साइड पर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि जो पैकेट या डाटा ग्राम आप ने रिसीव किया है यह करेक्ट डेटा ग्राम या पैकेट है या नहीं या कहीं कुछ क्लिप हुआ है और आप यह पता लगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम चेक्सम फील्ड का उपयोग करते हैं आइए टीसीपी यूडीपी में अब चेक्सम कैलकुलेशन को देखते हैं टीसीपी की चर्चा के दौरान मैंने इसकी व्याख्या नहीं की थी अब हम इसकी चर्चा यहां करेंगे टीसीपी यूडीपी में अब चेक्सम कैलकुलेशन एक खास विशेषता है चेक्सम क्या है यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके विवरण क्या है इत्यादि की चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम डाटा लिंक लेयर के संदर्भ में विभिन्न एरर करेक्शन कोड को देखेंगे लेकिन आप की संक्षिप्त जानकारी के लिए यह चेक्सम कुछ और नहीं बल्कि एक फंक्शन है तो आप इस चेक्सम को एक फंक्शन की तरह देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर आप मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप कुछ निश्चित मान प्राप्त कर रहे हैं तो जो भी मान आप प्राप्त कर रहे हैं यहां देखिए यह सी चेक्सम है और यह C आप पुट कर रहे हैं अब चूकि यह चेक्सम का लेंथ फिक्स है तो अब आप इस फंक्शन को एक हैश फंक्शन चेक्सम की तरह सोच सकते हैं कोई भी फंक्शन एक चेक्सम की तरह प्रयुक्त हो सकता है लेकिन आदर्श तौर पर आईपी चेक्सम या इंटरनेट चेक्सम को हम नेटवर्क डाटा ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं यह किसी पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन की तरह कोई जटिल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें उस प्रकार के एक तरफा गुणधर्म की उतनी आवश्यकता नहीं होती है बल्कि हमें तो सिर्फ मैसेज में से एक फ़िक्स साइज मैसेज डाइजेस्ट से मतलब है यही कारण है कि यह इंटरनेट चेक्सम कंप्यूटेशन निष्पक्ष तौर पर सरल है अगर आप यहां एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन या जटिल हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यह संबंधित चेक्सम को कंप्यूट करने में काफी समय लेगा इसलिए हम यह नहीं करते हैं हम चेक्सम के लिए एक सरल तरीका अपनाते हैं इंटरनेट में यहां जैसा नाम है वैसा ही सरल तरीका है तो चेक्सम में आप पूरे मैसेज को फिक्स्ड साइज ब्लॉक मे डिवाइड करते हैं और इसके बाद 1's कंप्लीमेंट एडिशन विधि से चेक्सम कंप्यूट करते हैं यही इंटरनेट चेक्सम के लिए यही मूल तरीका हम अप्लाई करते है जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि एरर करेक्टिंग कोड की चर्चा के दौरान हम इंटरनेट चेक्सम की विस्तृत प्रक्रिया और इसके उदाहरण का अध्ययन करेंगे लेकिन अंतिम रूप में यह चेक्सम एक फिक्स्ड साइज ब्लॉक दे रहा है जो कि सी है अब रिसीवर पर जब भी आप यह मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं आप जब भी इसे रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव किए गए डाटा के साथ आप चेक्सम को कंप्यूट करने के लिए उसी फंक्शन को पुनः अप्लाई करते हैं और यह पता लगाते हैं कि चेक्सम जो मैसेज के साथ ट्रांसफर किया गया था और चेक्सम जो रिसीवर साइट पर कंप्यूट किया गया है यह दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं अगर यह मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ की सेंडर साइड से जो भी मान ट्रांसफर किया गया था वह आपने रिसीवर पर रिसीव कर लिया है अब इस बात का ध्यान रखें कि चेक्सम सिक्योरिटी अटैक या एक्सटर्नल अटैक से पैकेट की इंटीग्रिटी सुनिश्चित नहीं करता बल्कि यह सिर्फ नेटवर्क फाल्ट या सिस्टम फॉल्ट से पैकेट की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है अब देखिए जब भी आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्योंकि कई बार आप डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं पैकेट के इनकोडिंग या डिकोडिंग के लिए फिजिकल लेयर पर आप माड्यूलेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं सेंपलिंग एरर या क्वानटाइजेशन एरर के कारण ऐसा हो सकता है कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन माड्यूलेशन या कोडिंग स्टेट्स के दौरान कि कुछ बिट्स ऐसे हों सकते हैं जो शुरू में 1 थे लेकिन 0 पर फ्लिप हो गए या कुछ 0 बिट्स 1 पर फ्लिप हो गए तो ऐसी ही घटनाओं को डिटेक्ट करने के लिए हम चेक्सम अप्लाई करते हैं यह इसलिए नहीं है कि चेक्सम अप्लाई करके आप यह सुनिश्चित करें कि पैकेट नेटवर्क सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से क्रिप्टोग्राफिक आधारित किसी सिक्योरिटी अटैक्स से मुक्त है या ऐसे अटैक्स से सेव किया गया है तो इसलिए आप रिसीवर साइड पर जो भी चेक्सम प्राप्त कर रहे हैं आप उसे कंप्यूट करते हैं और इसे ट्रांसफर किए गए चेक्सम के साथ मिलान करते हैं और अगर यह मैच हो जाता है इसका मतलब यह हुआ के पैकेट की इंटीग्रिटी कायम है और सिगनल प्रोसेसिंग के दौरान कहीं कोई एरर नहीं पाया गया और इस प्रकार आपने सही डाटा ग्राम रिसीव किया जोकि सेंटर के द्वारा सेंड किया गया था जब हम टीसीपी और यूडीपी में चेक्सम कंप्यूट करते हैं तो टीसीपी और यूडीपी में चेक्सम कंप्यूट करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि चेक्सम कुछ और नहीं बस एक फंक्शन है जिसमें आप मैसेज को इनपुट के तौर पर लेते हैं और आप चेक्सम मान कंप्यूट करते हैं यह समीकरण आप स्लाइड में देख सकते हैं f C अब इस मैसेज में आप टीसीपी या यूडीपी हेडर सूडो हेडर के साथ वह डाटा पुट करते हैं जो आप सेंड कर रहे हैं यह सूडो हेडर पैकेट के साथ ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि यह चेक्सम के कंप्यूटेशन के लिए प्रयुक्त होता है एक बार अगर चेक्सम कंप्यूट हो गया तो तब इस सूडो हेडर को ड्रॉप कर दिया जाता है तो इस सूडो हेडर के कंटेंट्स क्या है इस सूडो हेडर के कंटेंट्स है सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी और आईपी हेडर का प्रोटोकॉल फील्ड यह वस्तुत आईपी से कुछ फ़ील्ड्स लेता है यह सभी फ्रेम्स आईपी हेडर से आ रहे हैं और यह चौथा कंटेंट है रिजर्व्ड बिट्स तो यहां पर आईपी में 8 रिवर्सड बिट्स हैं यह सभी आईपी हेडर से आते हैं इस प्रकार हम इस सूडो हेडर को इस चेक्सम के कंप्यूटेशन में कंसीडर करते हैं लेकिन याद रखिए यह सूडो हेडर पैकेट के साथ ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि एक बार आपने चेक्सम को कंप्यूट कर लिया तो चेक्सम को पुट करके सूडो हेडर को डिस्कार्ड कर देते हैं रिसीवर एंड पर रिसीवर पुनः सूडो हेडर कंस्ट्रक्ट करेगा चेक्सम कंप्यूट करेगा फिर रिसीव किए गए चेक्सम के साथ इसका मिलान करेगा और सूडो हेडर को ड्रॉप कर देगा अब यहां बात यह होती है कि चेक्सम कंप्यूटेशन में सूडो हेडर को शामिल करने का उद्देश्य क्या है सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी प्रोटोकॉल फील्ड और रिजर्व्ड वैल्यू फील्ड को दो बार वैलिडेट करने के लिए चेक्सम कंप्यूटेशन में सूडो हेडर को शामिल किया गया है पैकेट के रिट्रांसमिशन के दृष्टिकोण से ये सभी फ़ील्ड्स काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फ़ील्ड्स सही डेस्टिनेशन और सही सोर्स को आईडेंटिफाई करने में आपकी सहायता करते हैं यद्यपि आईपी हेडर स्वयं का चेक्सम फील्ड इंक्लूड करता है लेकिन यही आईपी हेडर प्रत्येक इंडिविजुअल लेयर पर चेक्सम को बदलता रहता है क्योंकि अगर आप नेटवर्क डायग्राम में देखें तो आपके पास यह सोर्स है जिसे कई हॉप राउटर्स फॉलो कर रहे हैं और आखिर में यह आपका डेस्टिनेशन है स्लाइड में डायग्राम को देखिए यहां प्रत्येक राउटर पर राउटिंग मेकैनिज्म अप्लाई किया जाता है इसके बाद आईपी हेडर देखा जाता है हो सकता है आईपी हेडर में परिवर्तन भी हो और इसके बाद आईपी हेडर चेक्सम को कंप्यूट किया जाता है यह चेक्सम आईपी हेडर के भाग के रूप में रखा जाता है और इसलिए चेक्सम जो कि आईपी हेडर में है जब भी आप लेयर 3 के एक हॉप से दूसरे हॉप की तरफ जाते हैं तो यह चेक्सम बदलता रहता है आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं यह सभी लेयर 3 डिवाइसेज हैं तो जब भी आप लेयर 3 के एक हॉप से दूसरे हॉप की तरफ जाते हैं तो कई बातों में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसी समय पर हम इस एंड टू एंड प्रोटोकॉल से एंड टू एंड वैलिडेशन करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल मूलतः एंड टू एंड प्रोटोकॉल होते हैं प्रोटोकोल स्टैक के लोअर लेयर या कह सकते हैं इंटरनेट लेयर पर टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल राउटर पर टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा यही कारण है कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी पर सूडो हेडर को पुट कर के हम टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर की दो बार जांच करते हैं हालांकि इंटरमीडिएट राउटर पर इन फील्ड्स में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि यह जो राउटर्स है जिसकी संपूर्ण प्रोसेसिंग की चर्चा हम बाद में करेंगे तो होता क्या है कि आप देखिए जब भी यह राउटर आईपी पैकेट को रिसीव करता है तो यह उसमें से आईपी हेडर को अलग कर देता है इसके बाद राउटिंग मेकैनिज्म को अप्लाई करता है और फिर आईपी हेडर को अडॉप्ट करके आउटगोइंग लिंक को सेंड कर देता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईपी लेयर प्रोसेसिंग राउटर के लेवल पर होता है अगर राउटर के अंदर कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी हो या कोई फॉल्ट हो तो यह सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी फील्ड के लिए कोई एरर उत्पन्न कर सकता है इसलिए हम यूडीपी हेडर पर इंटीग्रिटी चेंज के द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट या यूडीपी पर ट्रांसपोर्ट लेयर डाटाग्राम के ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर ना हुआ हो यही वजह है कि आप चेक्सम कंप्यूटेशन में सुडो हेडर को उसके एक भाग की तरह पुट करते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है और मैं यह पुनः दोहरा रहा हूं कि इस सुडो हेडर का प्रयोग सिर्फ चेक्सम के कंप्यूटेशन के लिए होता है डाटा ट्रांसमिशन के दौरान इस सुडो हेडर को ट्रांसमिट नहीं किया जाता बल्कि यह सुडो हेडर डाटा ट्रांसमिशन के एंड टू एंड इंटीग्रिटी की जांच करने के लिए होता है आप स्लाइड में देख सकते हैं यहां कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो यूडीपी का प्रयोग करते हैं यह आपने पहले देखा है जैसे यह देखिए यह डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस प्रोटोकॉल यह सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज है जो कि हम चाहते हैं कि यह टीसीपी से फास्ट हो और इसलिए हम यहां यूडीपी अप्लाई करते हैं इसके बाद देखिए यह बूट पी या डीएचसीपी ये नेटवर्क कंफीग्रेशन प्रोटोकॉल्स हैं यह शार्ट मैसेजिंग प्रोटोकोल है जो कि डिवाइसेज के कंफीग्रेशन में सहायता करता है इसके बाद आप देखिए त्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या टीएफटीपी जो कि सिंपल लाइट वेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकोल है यह छोटे फाइल के ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त होता है इसके बाद सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकोल या एसएनएमपी है यह पुनः एक सिंपल यूडीपी प्रोटोकोल है जिसमें टीसीपी की अपेक्षा कंजेस्शन कम होता है टीसीपी में अगर कंजेशन होता है तो टीसीपी रेट को कम करता है लेकिन यूडीपी में यह कंजेशन की देखरेख नहीं करता अगर पैकेट बफर तक आता है और अगर यह इंटरमीडिएट बफर से ड्रॉप नहीं किया गया हो तो उसी समय यह ट्रांसमिट कर दिया जाता है यही कारण है कि एसएनएमपी में हम यूडीपी का प्रयोग करते हैं इसके बाद एक दिलचस्प प्रोटोकॉल आता है और वह है क्विक क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन जो कि कुछ सालों पहले गूगल के द्वारा डिवेलप किया गया था यह एडवांस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है इसके पीछे विचार यह था कि टीसीपी में स्लो स्टार्ट फेज और कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट के कारण जितनी कमियां हैं उस उनका निवारण हो सके क्विक में यूडीपी आईपी को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है तो यूडीपी की सहायता से क्विक क्या करता है कि यह सीधे आईपी के माध्यम से पैकेट सेंड करता है लेकिन जो भी अतिरिक्त सुविधाएँ हैं जैसे फ्लो कंट्रोल कंजेस्शन कंट्रोल रिलायबिलिटी यह सभी सिक्योर्ड बाइंडिंग के साथ एप्लीकेशन के एक भाग के रूप में इंप्लीमेंट होती हैं आइए संक्षेप में देखते हैं कि क्विक काम कैसे करता है क्विक का फुल फॉर्म है क्विक यूटीपी इंटरनेट कनेक्शन 2017 में गूगल के सिगकॉम में क्विक का पहला विस्तृत शोध पत्र आया था मैं आप सभी को यह परामर्श दूंगा कि आप इस शोध पत्र को पढ़ें और क्विक के बारे में और जानकारी प्राप्त करें आप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में देखने के लिए क्विक का इंटरनेट ड्राफ्ट देख सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन ओवर टीसीपी और एप्लीकेशन ओवर क्विक के बीच के अंतर को देखें तो जैसा कि आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं यहां निचले स्तर पर हमारे पास आईपी लेयर है और जब भी आप एचटीटीपी या इसका सिक्योर वर्जन एचटीटीपीएस अप्लाई कर रहे हैं तो एचटीटीपी के तहत ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू आप एक इंक्रिप्शन लेयर अप्लाई करते हैं और इसके बाद आप आईपी पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी का प्रयोग करते हैं आइए देखते हैं कि अब क्विक क्या करता है क्विक एचटीटीपी के साथ सीधे तौर पर इंटरेक्शन करता है आप स्लाइड में देख सकते हैं एचटीटीपी क्विक के ऊपर रन करता है और क्विक यूडीपी के ऊपर रन करता है और इसके बाद यह आईपी को एक्सेस करता है अब यह जो सिक्योरिटी फीचर है यानी जो इंक्रिप्शन भाग है वह यहां क्विक प्रोटोकॉल में एंबेडेड है और इसलिए आपको किसी अन्य सिक्योर लेयर की आवश्यकता नहीं होती है प्रत्येक क्विक पैकेट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है और यह एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टीसीपी की तरह यहां हमें किसी अन्य सिक्योरिटी लेयर की आवश्यकता नहीं होती वस्तुतः टीसीपी में सिक्योर सॉकेट लेयर यानी एसएसएल या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की सहायता से हमें सिक्योरिटी लेयर की आवश्यकता होती है तो क्विक में एसएसएल या टीएलएस इस प्रकार के इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि क्विक स्वयं का अंतर्निहित फीचर अप्लाई करता है मल्टीपल शॉर्ट फ्लोज को कंबाइन करना क्विक का एक महत्वपूर्ण पहलू है अगर आपको याद होगा तो टीसीपी में यह जो समस्या थी जिसको मैं पहले आपको समझा रहा था अगर आप एचटीटीपी 11 में 1 एचटीटीपी पैकेट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास प्रत्येक रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज के लिए एक टीसीपी कनेक्शन था एचटीटीपी 11 में भी आप मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस को एक साथ कंबाइन कर सकते थे लेकिन वेब ब्राउजिंग नेचर के आधार पर हम आमतौर पर एक वेब को ब्राउज़ करते हैं और उसके बाद कुछ निश्चित समय तक प्रतीक्षा करते हैं और फिर हम दूसरे पेज की तरफ जाते हैं यद्यपि यह मल्टीपल ऐसे रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस को एक साथ कंबाइन कर रहा है लेकिन उस दौरान यह ज्यादातर एक ही सेशन के लिए सीमित रहता है जब भी आप किसी अन्य पेज की तरफ जा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको एक अलग टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करने की आवश्यकता होती है देखिए प्रत्येक टीसीपी कनेक्शन के लिए आप को 3 वे हैंड शेकिंग की आवश्यकता होती है कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज भेजने के लिए भी आप को सेंडर साइड पर 3 वे हैंड शेकिंग और कनेक्शन टर्मिनेशन के दौरान 3 वे हैंड शेकिंग की आवश्यकता होती है वास्तव में क्विक इस समस्या का हल इस प्रकार देता है क्विक की स्थिति में आरंभिक हैंड शेकिंग के दौरान जब भी आप सर्वर के साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो उस समय पर आपको डिटेल्ड हैंड शेकिंग करना होता है इसके बाद आपको डिटेल्ड हैंड शेकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि आप सीधे आरंभ में किए गए हैंड शेकिंग को प्रयोग कर कनेक्शन जो पहले ही इस्टैबलिश्ड हो चुका है के माध्यम से डाटा सेंड कर सकते हैं तो यह इस प्रकार काम करता है जैसा कि मैंने बताया है क्विक एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है और इसलिए आप को सर्वर से कुछ क्रैडेंशियल्स की आवश्यकता होती है शुरू में क्लाइंट के पास उस प्रकार के क्रैडेंशियल्स नहीं होते तो क्लाइंट एक इन कोहेट यानी क्लाइंट हेलो जिसे सीएचएलओ भी कहते हैं सेंड करता है जब क्लाइंट सीएचएलओ कहता है जो कि सर्वर पर रिसीव किया जाता है और जब सर्वर यह देखता है कि क्लाइंट सीएचएलओ के पास आवश्यक सिक्योरिटी क्रैडेंशियल्स नहीं है तो यह क्लाइंट को रिजेक्ट मैसेज सेंड करता है और इस रिजेक्ट मैसेज के साथ सर्वर क्लाइंट को सिक्योरिटी क्रेडेंशियल सेंड करता है अब आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं अब क्लाइंट के पास सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है इस सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के साथ क्लाइंट कंप्लीट क्लाइंट हैलो सेंड करता है अब यहां दिलचस्प बात यह है कि जो कि क्लाइंट ने सर्वर से पहले ही रिजेक्ट मैसेज रिसीव कर लिया था तो क्लाइंट वस्तुतः यह जानता है कि सर्वर रन कर रहा है और सर्वर पैकेट एक्सेप्ट करने की स्थिति में है तो क्लाइंट यहां इंक्रिप्टेड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर सकता है अगर सर्वर साइड से सर्वर क्लाइंट साइड पर मैसेज भेजना चाहता है यहां मैसेज से मतलब है रिस्पांस तो सर्वर आरंभ में सर्वर हैलो सेंड करता है अब क्योंकि सर्वर ने क्लाइंट से क्लाइंट क्रेडेंशियल रिसीव कर लिया था तो अब सर्वर हैलो के भेजे जाने के बाद सर्वर साइड से सरवर इंक्रिप्टेड रिस्पांस सेंड करना शुरू करता है यहां वास्तव में आप को 1 RTT की आवश्यकता है एक बार अगर कनेक्शन इस्टैबलिश्ड हो गया है तो फिर उसी क्लाइंट और सर्वर के बीच में आगे आने वाले ऑनगोइंग कनेक्शंस के लिए आपको इस 1 RTT हैंड शेक की आवश्यकता नहीं बल्कि आप को 0 RTT हैंड शेक की आवश्यकता है इसका मतलब यह हुआ कि आपने पहले ही सर्वर क्रैडेंशियल्स रिसीव कर लिया है और अब आप इस कंप्लीट क्लाइंट हैलो मैसेज के साथ शुरुआत कर सकते हैं आप जानते हैं कि सर्वर रन कर रहा है क्योंकि सर्वर ने कुछ पैकेट्स पहले ही रिसीव किए हैं तो अब आप इंक्रिप्टेड रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर सकते हैं अगर सर्वर क्लाइंट को डाटा सेंड करना चाहता है तो सर्वर एक सर्वर हैलो मैसेज के साथ शुरू करता है और फिर इंक्रिप्टेड रिस्पांस सेंड करता है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 इस दौरान ऐसा हो सकता है कि सर्वर का क्रैडेंशियल्स परिवर्तित हो गया हो इस स्थिति में जब सर्वर कंप्लीट क्लाइंट मैसेज रिसीव करता है तब सर्वर क्लाइंट को अपडेटेड सर्वर क्रैडेंशियल्स के साथ रिजेक्ट मैसेज सेंड करता है इस अपडेटेड सर्वर क्रैडेंशियल्स के साथ क्लाइंट्स कनेक्शन रिइनीशिएट करता है और फिर मैसेज सेंड करना शुरू करता है तो जब भी सर्वर क्रैडेंशियल्स में परिवर्तन होता है तब आपको 1 RTT की आवश्यकता होती है आप स्लाइड में देख सकते हैं शुरू में आप को 1 RTT हैंड शेक की आवश्यकता होती है उसके बाद इन दोनों के बीच में आप हमेशा पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए 0 RTT हैंड शेक का प्रयोग करते हैं क्विक की एक अन्य दिलचस्प विशेषता यह है कि यह मल्टी स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है यह हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग फ्री प्रोटोकॉल head of line blocking free protocol को सपोर्ट करता है यह हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग फ्री प्रोटोकॉल इस पर मैं थोड़ी देर के बाद चर्चा करूंगा देखिए एचटीटीपी 11 में क्या होता है एक के बाद एक आपके पास कई टीसीपी स्ट्रीम्स हो सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में इन प्रत्येक स्ट्रीम्स के साथ आप कई रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और क्योंकि आपके पास पैरेलल या समानांतर में मल्टीपल टीसीपी स्ट्रीम्स हैं तो प्रत्येक इंडिविजुअल स्ट्रीम के लिए आपके पास कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए और प्रत्येक टीसीपी स्ट्रीम स्लो स्टार्ट फेज से होते हुए जाएगा तो एचटीटीपी 11 में यह ओवरहेड है यही कारण है कि एचटीटीपी 2 या कह सकते हैं कि गूगल के द्वारा जो पहले प्रपोज किया गया था जिसे हम एसपीडीवाई प्रोटोकॉल कहते हैं तो इस प्रोटोकॉल में आप मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक साथ मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं तो यहां आप इन सभी स्ट्रीम्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और क्लाइंट और सर्वर के बीच में आपके पास एक सिंगल टीसीपी कनेक्शन है यहां यह सभी स्ट्रीम्स एक सिंगल स्ट्रीम के लिए मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं यह मल्टीपल स्ट्रीम क्लाइंट को सेंड किया गया है इस स्थिति में एक समस्या है जिसे हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग कहते हैं मान लीजिए टीसीपी की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर यह सिंगल आउट आफ ऑर्डर पैकेट रिसीव करता है तो यह इस आउट आफ ऑर्डर पैकेट को बफर में रखता है और फिर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजना शुरू करता है लेकिन अगर यह पैकेट ऑर्डर में रिसीव नहीं करता तब यह एप्लीकेशन को पैकेट सेंड नहीं करेगा यह स्लाइड में देखिए अगर आप यहां मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें से अगर एक भी पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो इस एक सिंगल पैकेट लॉस्ट की वजह से पूरा टीसीपी कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा और जिसके कारण यह सभी स्ट्रीम्स को ब्लॉक कर देगा चाहे कुछ पैकेट्स किसी स्ट्रीम से बफर पर रिसीव भी किए जा रहे हो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 ब्लू और ब्लैक पैकेट्स से संबंधित ये स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं सिंगल टीसीपी कनेक्शन के कारण भले ही आप ब्लू और ब्लैक पैकेट्स रिसीव कर रहे हो यह टीसीपी कनेक्शन उन पैकेट्स को संबंधित स्ट्रीम तक सेंड नहीं करेगा इस प्रकार वो स्ट्रीम्स भी ब्लॉक हो जाएंगे इसे ही हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग कहते हैं अब यूडीपी कनेक्शन के प्रयोग से क्विक इस हेड ऑफलाइन ब्लॉकिंग की समस्या को हल करता है यूडीपी कनेक्शन की यह समस्या रीऑर्डरिंग के कारण नहीं है इसलिए यूडीपी आसानी से पैकेट को स्ट्रीम्स तक पास करता है इसके बाद क्विक प्रोटोकोल स्वयं पैकेट को इंडिविजुअल स्ट्रीम तक भेजने की देखरेख करता है और यह स्ट्रीम वाइज फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम को मेंटेन करता है मैं फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम की विस्तृत चर्चा में नहीं जा रहा हूं लेकिन अगर आपकी रुचि हो तो आप विशिष्ट ड्राफ्ट या सिगकॉम के 2017 के शोधपत्र में देख सकते हैं क्विक की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि टीसीपी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग करता है लेकिन क्विक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग नहीं करता रिट्रांसमिशन के लिए भी यह पैकेट को नया सीक्वेंस नंबर असाइन करता है पैकेट मूलतः यूडीपी पर ट्रांसमिट किए जाते हैं और क्विक स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है इसलिए यह बाइट सीक्वेंस नंबर का प्रयोग नहीं करता बल्कि सरलता के लिए यह पैकेट सीक्वेंस नंबर का प्रयोग करता है प्रत्येक पैकेट के लिए मतलब ओरिजिनल पैकेट और रिट्रांसमिटेड पैकेट दोनों के लिए यह नया सीक्वेंस नंबर पुट करता है और यही कारण है कि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से आप के पास यह डुप्लीकेट सीक्वेंस नंबर तथा ब्लॉकिंग की समस्या नहीं होती क्विक की यह कुछ विशेषताएं हैं और यह क्विक प्रोटोकॉल इंटरनेट में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है कई ऐसी सर्विसेज है जैसे यू ट्यूब गूगल ड्राइव जो कि गूगल से आती हैं गूगल ने क्विक का डेप्लॉयमेंटपहले ही शुरू कर दिया है क्रोम बेस्ड ब्राउजर के करंट संस्करण में उन्होंने क्विक को इंप्लीमेंट किया है हाल के कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिन्होंने क्विक का प्रयोग शुरु कर दिया है गूगल के तकरीबन सभी एप्लीकेशंस में क्विक का प्रयोग शुरु हो चुका है संभवत क्विक भविष्य का प्रोटोकॉल है जो कि स्टैंडर्ड टीसीपी बेस्ड डाटा डिलीवरी को रिप्लेस करने जा रहा है और इस दौरान टीसीपी की अपेक्षा वस्तुतः यूडीपी अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है संभवत यही इंटरनेट का भविष्य है तो एक अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल के बारे में हमने यह सारी चर्चा की है आने वाली कक्षाओं में हम कुछ व्यवहारिक बातें करेंगे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग और नेटवर्क प्रोग्रामिंग की संकल्पना को देखेंगे हम यह भी देखेंगे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग की सहायता से आप एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और आप डाटा ट्रांसमिशन कैसे शुरू कर सकते हैं विभिन्न ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल का प्रयोग करते हुए आप अपने स्वयं का एप्लीकेशन लिख सकते हैं हम इनके कुछ डेमो को देखेंगे और इसके बाद हम प्रोटोकोल स्टैक में अगले लेयर की तरफ बढ़ेंगे जो कि प्रोटोकोल स्टैक में इंटरनेट नेटवर्क लेयर है आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद